एंटेना के इस NPTEL लेक्चर में आपका स्वागत है अब हम आज कुछ उन्नत विषयों को देखेंगे पहले हम ऐरे पैटर्न सिंथेसिस देखेंगे असल में हमने ऐरे एंटेना को देखा है लेकिन हमने केवल एक डायमेंशनल एंटेना देखा है आज हम पहले उस दो डायमेंशनल एंटीना को देखेंगे और फिर देखेंगे कि ऐन्टेना ऐरे एंटीना डिजाइन में एक सिंथेसिस प्रोसीजर होने की आवश्यकता है ताकि यह देखने की कोशिश की जाए कि हम उसमें बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे लेकिन बस मैं इसे संक्षिप्त कर दूंगा जो कुछ भी आपने सीखा अगर आप उस एंटीना सिंथेसिस समस्या का पता लगाना चाहते हैं तो आप इस बैकग्राउंड के साथ जा सकते हैं तो पहले हमें दो डायमेंशनल ऐरे पर विचार करने दें क्योंकि हमने उस पर विचार नहीं किया है तो आप सादगी के लिए एक दो डायमेंशनल ऐरे देखते हैं मैंने लिया है कि यह x एक्सिस में एक डायमेंशनल ऐरे है और z एक्सिस में भी यह एक डायमेंशनल ऐरे दोहराया जाता है इसलिए मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि x एक्सिस के साथ N प्लस 1 एलिमेंट से पहले अब आज ऐसे M प्लस 1 संख्या में लीनियर ऐरे हैं तो कुल एलिमेंट N प्लस 1 में M प्लस 1 में हैं वे एक समान रिक्ति हैं यही कारण है कि समान ऐरे और एक्साइटेशन भी समान एक्साइटेशन भी तो हम यह कह सकते हैं कि इस ऐरे को पैटर्न गुणा के सिद्धांत का उपयोग करके M प्लस 1 लीनियर ऐरे की एक ऐरे के रूप में वर्णित किया जा सकता है दो डायमेंशनल ऐरे फैक्टर M प्लस 1 लीनियर ऐरे के लिए N प्लस 1 एलिमेंट ऐरे x के साथ z एक्सिस के साथ ऐरे फैक्टर का उत्पाद होगा इसलिए हम ऐरे फैक्टर लिख सकते हैं क्योंकि यह दो डायमेंशनल है इसलिए हम स्पष्ट रूप से साइन एंगल को लिख रहे हैं जिसे हम थीटा फाई के संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं जहां आप ध्यान दे सकते हैं कि हमने इसका उपयोग किया है जैसे कि ar क्रॉस ax साइन थीटा कोस फाई है और ar क्रॉस az कोस थीटा है अब पहले की तरह हम आम तौर पर u प्लेन में जाते हैं इसलिए चूंकि यह दो डायमेंशनल है इसलिए हम दो क्वांटिटी को पेश करेंगे u और v तो u को पहले जैसे हम k0d साइन थीटा कोस फाई के रूप में लिखेंगे और u0 अल्फ़ा d है और v आप k0d कोस थीटा v0 के रूप में पेश कर रहे हैं जो बीटा d है और इसलिए हम इस दो डायमेंशनल ऐरे फैक्टर को I0 के रूप में फिर से लिख सकते हैं तो ये ऐरे फैक्टर इसके पहले सिद्धांत मैक्सिमा के रूप में जब u माइनस u0 के बराबर होता है v माइनस v0 के बराबर होता है तो उस दिशा में इसमें अधिकतम रेडिएशन है और अगर हम अल्फा को शून्य के बराबर बीटा के बराबर लेते हैं जिसका अर्थ है प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट तो यह दिशा उस ऐरे के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो प्लस माइनस y दिशा के साथ है अल्फा और बीटा के उपयुक्त मूल्यों के लिए बीम को किसी भी दिशा में निर्देशित किया जा सकता है तो इसे फेजड ऐरे का कांसेप्ट कहा जाता है कि अगर मैं बीम को स्थानांतरित करना चाहता हूं तो यह अल्फा बीटा के लिए कुछ वैल्यू डालकर किया जा सकता है इसलिए आप जिस भी दिशा में स्थित होना चाहते हैं अल्फा बीटा को वैल्यू दिया जा सकता है इसलिए चूंकि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग भी कहा जाता है एक व्यापक साइड ऐरे के मामले में x y और y z प्लेन में लोब की एंगुलर चौड़ाई N प्लस 1 बटा 2 u को प्लस माइनस pi के बराबर सेट करके प्राप्त की जाती है और इसलिए यह x y प्लेन में है और y z प्लेन में M प्लस 1 बटा 2 v प्लस माइनस pi के बराबर है तो वही जो हमने लीनियर ऐरे के लिए किया है तो यह आसानी से दिखाया जा सकता है कि बैंडविड्थ x y प्लेन में एक बीमविड्थ 2 लैम्ब्डा 0 बटा N प्लस 1 d द्वारा दिया जाता है और y z प्लेन में बीमविड्थ ऐसा है दोनों ही मामलों में आप देख सकते हैं कि ब्रॉड साइड ऐरे के मामले के रूप में बीमविड्थ शून्य से कम है यह उस एक्सिस में ऐरे लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसी तरह से x y प्लेन में हाफ पावर बीमविड्थ को 3dB का दिखाया जा सकता है जो कि 265 लैम्ब्डा 0 बटा N प्लस 1 pi d होगा और y z प्लेन में बीमविड्थ 3 dB यह 265 लैम्ब्डा 0 M प्लस 1 pi में d होगा अब इससे हम यह पता लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो प्लेन में हैं हमारे पास बीमविड्थ है इसलिए डायरेक्टिविटी प्राप्त की जा सकती है और कृपया ध्यान दें कि दो बीम हैं तो डायरेक्टिविटी 4 pi बटा 2 में बीमविड्थ 3dB होगी जोकि x y में बीमविड्थ 3 dB में y z में विभाजित करें ताकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह 883 N प्लस 1 M प्लस 1 d स्क्वायर बटा लैंबडा 0 स्क्वायर पर आता है अब हम कह सकते हैं कि N प्लस 1 M प्लस 1 में d स्क्वायर में पूरे ऐरे का क्षेत्र है इसलिए यह 883 क्षेत्र बटा लैंबडा 0 स्क्वायर है वही फिजिकल क्षेत्र जो इलेक्ट्रिकल के रूप में या वेवलेंथ के संदर्भ में है जिसका अर्थ है इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्षेत्र कुछ स्थिर अवधि में ताकि यह वेवलेंथ स्क्वायर में मापा क्षेत्र के लिए डायरेक्टिविटी प्रोपोर्शनल हो तो यह क्षेत्र एंटीना की एक सामान्य संपत्ति है अब सवाल यह है कि यह दो डायमेंशनल ऐरे उस समय हमने कवर नहीं किया है लेकिन सामान्य रूप से दो डायमेंशनल ऐरे आम हैं अगर हम चाहते हैं कि फेजड ऐरे हो तो दो डायमेंशनल ऐरे होना बेहतर हो अब हम फिर से लीनियर ऐरे पर वापस जाएंगे और हम कुछ दिलचस्प परिणाम देखेंगे तो आइए हम समान रूप से उत्साहित लीनियर ऐरे के लिए ऐरे फेक्टर देखें हम कुछ ऐरे संख्या देखेंगे तो यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास तीन एलिमेंट ऐरे हैं यह ऐरे फेक्टर है यहां इसे psi नहीं होना चाहिए वास्तव में यह u f है कृपया इसे सही करें यह गलत लिखा गया है क्योंकि हमारी बात u है या आप u प्लस u0 का फ़ंक्शन कह सकते हैं और यह u प्लस u0 है तो यह तीन एलिमेंट ऐरे के लिए है फिर अगर मैं पांच एलिमेंट ऐरे के लिए करता हूं तो फिर से यह N नहीं है N प्लस 1 5 के बराबर है इसलिए आप देखते हैं कि यह ऐरे फेक्टर है तो पिछले एक की तुलना में आप देख सकते हैं मुझे पिछले एक को दिखाते हैं इसकी तुलना में N 5 के बराबर है बीमविड्थ कम हो रहा है यदि मैं N पर जाता हूं तो 10 के बराबर है बीमविड्थ कम हो रहा है लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि साइड लॉब की संख्या भी बढ़ रही है अब इन तीन ग्राफ़ से मैं फिर से ये दिखा रहा हूँ हम कई कंक्लुजन निकाल सकते हैं पहला यह है कि जैसा कि N बढ़ता है या N प्लस 1 हमारे मामले में हम N प्लस 1 को हमेशा ऑड संख्या मानते हैं क्योंकि हम ऐरे चीज़ के समन्वय में एक केंद्रीय एलिमेंट रख रहे हैं तो जैसे ही N प्लस 1 बढ़ता है मुख्य लोब नैरोअर हो जाता है तो यह एक समान लीनियर ऐरे के लिए टिप्पणियों में से एक है यह हमेशा सच होता है अब फिर से यदि N प्लस 1 बढ़ता है तो साइड लॉब्स की संख्या भी बढ़ जाती है लेकिन कितने हम ऐसा कह सकते हैं हां हम कह सकते हैं कि पूर्ण लॉब्स की संख्या पूर्ण लॉब्स का अर्थ है एक मुख्य लॉब प्लस सभी साइड लॉब पूर्ण लोब की संख्या में F का एक पीरियड जो N के बराबर होती है जहां N प्लस 1 हमारा एलिमेंट संख्या है इसका मतलब है अगर मेरे पास तीन एलिमेंट ऐरे हैं तो मुझे दो लॉब्स चाहिए आप तीन एलिमेंट देखते हैं इसलिए यह एक पूर्ण लोब है यह एक है इसलिए दो लॉब्स हैं पांच पर जाएं इसलिए हमारे पास चार 1 2 3 4 होना चाहिए दस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसलिए यह एक सामान्य बात है कि पूर्ण लॉब्स की संख्या N होगी यदि हमारे पास N प्लस 1 एलिमेंट ऐरे है अब तीसरा गुण है कि माइनर लॉब्स यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो यह माइनर लॉब की चौड़ाई होगी माइनर लॉब की चौड़ाई N प्लस 1 से 2 pi है और प्रमुख लॉब या ग्रेटिंग लॉब दोनों प्रमुख लॉब या मुख्य लॉब और ग्रेटिंग लॉब प्रमुख लॉब के साथ साथ ग्रेटिंग लॉब की चौड़ाई 4 pi बटाN प्लस 1 से दोगुनी है तो आप देखते हैं कि कुल कितनी चीजें हैं इसलिए मेरे पास N प्लस 1 में 2 pi है क्या मैं कह सकता हूं कि एक पीरियड में N माइनस 1 साइड लॉब होता है क्योंकि मैं कुल N पूर्ण लॉब्स कहता हूं तो N माइनस 1 साइड लॉब्स प्लस 4 pi बटा N प्लस 1 है यह क्या है आप 2 pi बटा N प्लस कॉमन ले सकते हैं जो आपको N माइनस 1 प्लस 2 देता है तो यह N प्लस 1 है इसलिए यह 2 pi है और हम हमेशा कहते हैं कि F 2 pi के साथ एक दोहराए जाने वाला पीरियोडिक फ़ंक्शन है तो यह भी एक टेस्टिंग चीज है और चौथा गुण है साइड लोब स्तर क्या है हमने पहले से ही बेसिक पैरामीटर में साइड लोब स्तर को परिभाषित किया है जो कि मुख्य लोब के अधिकतम मूल्य से सबसे बड़े साइड लोब का अधिकतम मूल्य है इसलिए जैसे जैसे N बढ़ता है यह SLL घटता जाता है इसलिए यदि आप गणना करते हैं तो N प्लस 1 5 के बराबर है हमें SLL माइनस 12 dB के रूप में मिलता है N प्लस 1 20 के बराबर है SLL माइनस 13 dB है यदि आपके पास इससे बड़ा है तो SLL उस वैल्यू को प्राप्त करेगा जो हमने पहले ही प्राप्त किया है 133 dB या मोटे तौर पर हम इसे घटाकर 135dB कहते हैं इसलिए एक यूनिफॉर्म ऐरे द्वारा साइड लोब का स्तर माइनस 135dB से नीचे नहीं रखा जा सकता है इसके अलावा एक और गुण है जिसे आप आसानी से साबित कर सकते हैं कि F pi के बारे में सिमिट्रिक है यह बात आप देख सकते हैं कि यदि यह pi है तो आप देखते हैं कि यह सिमिट्रिक है फिर यह पॉइंट pi है आप देखते हैं कि यह सिमिट्रिक है यह भी 2 pi के साथ पीरियोडिक है अब सवाल यह है कि वास्तव में ये गुण दिलचस्प हैं लेकिन यह वास्तव में एक खामी है क्योंकि आप देखते हैं कि अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म ऐरे है तो मैं अपने स्पेसिफाइड वैल्यू पर साइड लॉब नहीं डाल सकता कुछ एप्लीकेशन में अगर मुझे 20dB की आवश्यकता है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता और रडार में विभिन्न एप्लीकेशन में हमें इसकी आवश्यकता बहुत कम है और हम यह भी चाहते हैं कि आप लाभ को भी देखें डायरेक्टिविटी भी लीनियर ऐरे के लिए तय किया गया है यह दी गई ऐरे लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता है ताकि वास्तव में एक अड़चन हो कि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तो वैल्यू को कम करने के लिए हमारे पास अधिक एलिमेंट होने चाहिए लेकिन तब समस्या यह है कि आकार उपलब्ध नहीं हो सकता है एक एंटीना के लिए इतनी ऐरे लंबाई उपलब्ध नहीं हो सकती है और अगर मैं एलिमेंट की संख्या बढ़ाना चाहता हूं तो एलिमेंट अंतर क्योंकि पहले से ही एलिमेंट अंतर पर प्रतिबंध है कि मैं लैम्ब्डा 0 बटा 2 से आगे नहीं जा सकता इसलिए यदि मैं चाहता हूं एलिमेंट की अधिक संख्या डालें मैं इसे पार करूंगा और मैं ग्रेटिंग लोब को आमंत्रित करूंगा जो फिर से डिजायरेबल नहीं है इसलिए वास्तव में आप देखते हैं कि हमारी ओर से बहुत कुछ नहीं करना है एक डिजाइनर के रूप में हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है अगर हम एक यूनिफॉर्म ऐरे चुनते हैं तो यही वह प्रेरणा है जिसके लिए हम किसी भी दिए गए पैटर्न को सिनथीसाइज कर सकते हैं मान लीजिए कि किसी को कुछ विदेशी पैटर्न चाहिए मान लीजिए कि मैं F बटा u चाहता हूं कई मामलों में हमें इस तरह से होने के लिए F बटा u की आवश्यकता होती है इसे सेक्टर बीम कहा जाता है कि एक विशेष क्षेत्र में मैं बाहर यूनिफॉर्म चाहता हूं जो मुझे नहीं चाहिए लेकिन उस तरह की बात क्या यह संभव है या कोई कह सकता है कि मुझे कोई साइड लॉब नहीं चाहिए या मैं चाहता हूं कि साइड लॉब बहुत छोटा हो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि डायरेक्टिविटी क्या है तो ये चीजें एक यूनिफॉर्म ऐरे के साथ संभव नहीं हैं हमेशा साइड लॉब्स होंगे हमेशा पूरे अंतरिक्ष में बीम का विस्तार हो रहा है मुख्य बीम नहीं हो सकता है लेकिन अन्य बीम वे हमेशा रेडिएट कर रहे हैं यदि एक मजबूत इंटरफेरेंस है कि यह उठाएगा एक मजबूत शोर जो इसे उठाएगा तो यह ऐरे पैटर्न सिंथेसिस पर जाने के लिए प्रेरणा है लेकिन वहां जाने से पहले यदि आप मेरी पिछली ऐरे एंटीना चीजों को भी देखते हैं तो एक चीज है जो मैं हमेशा व्यक्त करता हूं ऐरे फैक्टर F बटा u अब u क्या है u हमने k0d कोस psi प्लस अल्फ़ा d या प्लस u0 के रूप में परिभाषित किया है जहाँ u0 अल्फा d या बीटा d के बराबर है जैसा कि मामला हो सकता है इसका मतलब है प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट आदि अब यह एक विशेष मामले में कांस्टेंट या कुछ है पॉइंट आप इस u को देख रहे हैं इस u का भौतिक महत्व क्या है psi का महत्व हमने देखा है कि यदि मेरे पास एक ऐरे एक्सिस है तो यह मेरा ऐरे एक्सिस है और मेरा ऑब्जरवेशन पॉइंट यहां है ऐरे एक्सिस के साथ ऑब्जरवेशन पॉइंट रेडियस वेक्टर बनाता है सॉलिड एंगल psi एंगल psi लेकिन यदि मेरे पास x और y के रूप में ऐरे एक्सिस है तो मुझे पता है कि थीटा फाई के संदर्भ में इस psi की वैल्यू क्या है लेकिन u का फिजिकल महत्व क्या है वास्तव में u का कोई फिजिकल महत्व नहीं है लेकिन इस F फ़ंक्शन के संदर्भ में इस पूरे ऐरे सिद्धांत को समझना बहुत आसान है क्योंकि यह बहुत ही सरल प्रकार का सिंक फ़ंक्शन है इसलिए हम इसे करते हैं लेकिन अब मान लीजिए कि मुझे एक पैटर्न एरे फंक्शन मिला अब क्या मैं फिजिकल महत्व पर वापस जा सकता हूं इसका मतलब है अगर मैं देखना चाहता हूं कि थीटा प्लेन या फाई प्लेन यह कैसा दिखता है तो इसका मतलब है हम आम तौर पर चाहते हैं इस ऐरे फेक्टर के रेडिएशन पैटर्न का पोलार प्लॉट में होना तो कैसे करना है कि अब हम देखेंगे तो इस लेक्चर में हम मान लेंगे कि मेरे पास एक F कुछ इस तरह है कि यह मेरा u है और यह मेरा है कि मैं मॉड ले रहा हूं इसलिए कोई नकारात्मक शब्द नहीं है मैं इसे आर्बिट्रेरीली चित्रित कर रहा हूं तो यह सिमिट्रिक होना चाहिए मान लीजिए यह मेरी मुख्य बीम है मुझे मिल रहा है तो जाहिर है मुख्य बीम हमेशा हमें एक पॉइंट पर मिलती है जहां साइन u प्लस u0 जो शून्य होना चाहिए इसका मतलब है कि माइनस u0 पर यह हमेशा सच है यदि एक व्यापक पक्ष ऐरे के लिए यह u0 शून्य है यही कारण है कि यह यहाँ आता है तो यह एक सामान्य बात है अब पहला कार्य यह है कि हम यह कहें कि हम x एक्सिस ऐरे के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने अपने गैर लीनियर ऐरे के लिए किया था तो पहले हम वास्तव में इस संबंध को रखते हैं आप देखते हैं जैसे किu k0d कोस फाई प्लस u0 के बराबर है अब यह कोस फाई किसी विशेष एक्सिस के मामले में हो सकता है इसे k0d कोस थीटा जो u0 के बराबर है उससे बदल दिया जाएगा आइए हम प्लस u0 कहते हैं अब वास्तव में इस ट्रांसफॉरमेशन रिलेशन का क्या मतलब है मैं इसे थीटा के स्थान पर चाहता हूं आप देखें कि मैंने ये लिखा है क्योंकि कोस psi वास्तव में यह k0d कोस psi है अब एक विशेष मामले में उस psi हम या तो साइन थीटा कोस फाई या कोस थीटा का रूप लेंगे अब यह एक फिजिकल चीज़ है अब जिस थीटा को हम देख रहे हैं हम उस चीज़ को फाई में चाहते हैं एक निश्चित फाई प्लेन तो थीटा एक फिजिकल चीज है यह एलिवेशन एंगल है जिसका अर्थ है आपके द्वारा देखी गई एक्सिस के साथ अब थीटा क्या है थीटा माइनस pi से प्लस pi तक भिन्न हो सकते हैं तो विजिबल स्थान क्या होगा विजिबल स्थान u प्लेन में है या मेरा मतलब u वैरिएबल में है विजिबल स्थान माइनस k0d से प्लस k0d तक होगा इसलिए पहले इस पैटर्न में मुझे उस पर गौर करना होगा इसलिए हम कहें कि मैं आर्बिट्रेरीली कह रहा हूं क्योंकि यह पैटर्न मैंने यहां खींचा है तो पहले मुझे बात का पता लगाना होगा हो सकता है इसलिए यह वैल्यू तब k0d थीटा है वास्तव में हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा 0 से pi है और फाई 0 से 2 pi है तो अगर यह 0 से pi है तो वैल्यू क्या है जब थीटा 0 के बराबर है तो u k0d के बराबर है पहले मुझे लिखने के लिए थीटा शून्य के बराबर है u k0d प्लस u0 के बराबर है और जब थीटा pi के बराबर है तो u माइनस k0d प्लस u0 के बराबर है तो मूल रूप से मुझे यह पता लगाना होगा कि यह मेरा k0d प्लस u0 है यह मेरा माइनस k0d प्लस u0 है इसलिए यह मेरी विजिबल जगह है जो मुझे चाहिए तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो u k0d कोस थीटा प्लस u0 के बराबर है क्या मैं कह सकता हूँ कि थीटा प्लेन में या थीटा के संदर्भ में यह सर्कल u माइनस u0 का एक इक्वेशन है जो k0d कोस थीटा के बराबर है यह एक गैर लीनियर संबंध है लेकिन यह एक सर्कल का एक इक्वेशन है तो अगली बात मुझे करनी होगी मुझे एक सर्कल बनाना होगा जहां मैं सर्कल बनाऊंगा सर्कल u0 पर केंद्रित होगा और सर्कल रेडियस सर्कल की रेडियस जो कि N प्लस 1 बटा 2 होगी इसलिए रेडियस N प्लस 1 बटा 2 k है जिसे मैं k0d कहूंगा यह रेडियस है केंद्र माइनस u0 है तो यह एक सर्कल है और यह सर्कल इस पूरे विजिबल स्थान को एक्सटेंड करता है क्योंकि मैंने इस k0d को लिया है आप माइनस k0d को देखते हैं इसलिए इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है अब कोई भी पॉइंट जो आप वहां रखना चाहते हैं आप क्या करते हैं आप इसे देखते हैं मान लीजिए यह u प्लेन है तो आप इस सर्कल को खींचते हैं जो विजिबल क्षेत्र को कवर करेगा अब आप मान लीजिए कि हम फिर से यहां आ गए हैं मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है इसलिए मुझे क्या करना होगा यहां से मुझे एक वर्टिकल रेखा डालनी होगी यह रेखा इस सर्कल की तरह कुछ पॉइंट को पार कर जाएगी अब सर्कल से आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को खींचते हैं और कनेक्ट करते हैं और अब इस प्लॉट से आपको पता चलता है कि इस स्केल की क्या वैल्यू है अब इस पंक्ति में आप प्लॉट करते हैं कि शायद यह हमें 2dB कहे इसलिए यह यहाँ आएगा तो यह अंतिम पोलर प्लॉट पर एक पॉइंट है इसी तरह यह पॉइंट मान लीजिए कि यह यहाँ आएगा इसलिए यह पॉइंट यहाँ हो सकता है यह यहाँ कहीं कम होगा तो आप देखते हैं कि आखिरकार जब मैं इस प्लॉट को लेता हूं तो यह कुछ इस तरह होगा इसलिए अब आपके द्वारा बनाया गया हर पॉइंट और फिर उस स्थान को लें जो आपको पोलर प्लॉट देगा जैसा कि यह साथी कर रहा है आप देखते हैं कि u प्लेन में मुख्य बीम है ऐसा लगता है कि यह केंद्र में है लेकिन वास्तव में यदि आप डालते हैं तो आप देखते हैं कि बीम झुका हुआ है वास्तव में बीम इस तरह है तो यह पॉइंट यहां से मेल खाएगा इसलिए यह इंटरसेक्ट करता है और फिर यहां से हम जो वैल्यू डालते हैं और वह पॉइंट यहां है इसी तरह इस पॉइंट को यहां रखा गया है लेकिन वैल्यू वास्तव में यहां है तो इस पॉइंट को उन्होंने इस तरह से जोड़ा है तो अंत में यह स्थान पोलर प्लॉट है तो यह तकनीक है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह ट्रांसफॉरमेशन वास्तव में इनकी मांग करता है तो अब आप एक फिजिकल इनसाइट प्राप्त करते हैं कि बीम कहां है इसलिए मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं अगला लेक्चर हम सिनथीसिज करेंगे क्या है कैसे प्रयास करते हैं सिनथीसिज प्रोसीजर इस पर चर्चा करेंगे धन्यवाद